तो अब हम दो और चीज के बारे में जानेंगे एक शंट कैपेसिटर और दूसरा सिरीज़ कैपेसिटर ठीक है इसलिए शंट कैपेसिटर मूल रूप से एक लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है जब आपने सर्किट थ्योरी समस्या हल किया होगा तो हो सकता है कि आप उस समस्या को हल किया होगा जब कैपेसिटर को पावर फैक्टर को सही करने के लिए लोड में जोड़ा जाता है तो इसलिए प्रभाव आपके अपेक्षित प्रतिक्रियाशील शक्ति की आपूर्ति करने के लिए है तो शंट कैपेसिटर मूल रूप से प्रतिक्रियाशील शक्ति को इंजेक्ट करता है अब कैपेसिटर मूल रूप से आप देखेंगे कि शंट कैपेसिटर आमतौर पर एक बस बार से जुड़े होते हैं यदि आप किसी भी प्रतिस्थापन में जाते हैं तो आप देखेंगे कि शंट कैपेसिटर वहाँ हैं यदि आप 33 KV या इसके बाद के किसी भी प्रतिस्थापन में जाते हैं तो आप इसे देख सकते हैं और नुकसान और वोल्टेज को कम करने के लिए मार्ग के साथ निपटान करते हैंमूल रूप से शंट कैपेसिटर ठीक मेरा मतलब है कि एक या दो लाइन जब यह ट्रांसमिशन या वितरण प्रणाली से जोड़ा जाता है शंट कैपेसिटर का प्राथमिक उद्देश्य बिजली के नुकसान को कम करना है हालांकि यह वोल्टेज परिमाण में ज्यादा सुधार नहीं करता है और सीरिज़ कैपेसिटर के मामले में बस उल्टा सीरिज़ कैपेसिटर का प्राथमिक उद्देश्य वोल्टेज परिमाण में सुधार करना है और हालांकि यह बिजली के नुकसान को कम नहीं करता है क्योंकि बिजली की हानि वोल्टेज परिमाण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए सीरिज़ कैपेसिटर के रूप में वोल्टेज परिमाण में सुधार होता है हालांकि कुछ हद तक यह बिजली के नुकसान को कम करता है लेकिन मूल रूप से एक सीरिज़ कैपेसिटर का प्राथमिक उद्देश्य है कि यह वास्तव में वोल्टेज परिमाण में सुधार करता है जबकि शंट कैपेसिटर का मुख्य उद्देश्य है बिजली के नुकसान को कम करना है और हालांकि यह वोल्टेज परिमाण में सुधार नहीं करता है यह दो आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है तोकैपेसिटर मूल रूप से एक स्थिर प्रति बाधा प्रकार लोड है बाद में हम देखेंगे कि मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ उस स्थिर प्रति बाधा प्रकार सही है और यह प्रतिक्रियाशील शक्ति को महत्व देता है जो इसे वास्तव में इंजेक्ट करता है यह वोल्टेज परिमाण वर्ग के आनुपातिक है आपको पता है कि यह कहाँ से जुड़ा हुआ है इसलिए जब वोल्टेज मान लिया जाता है कि कैपेसिटर 33 KV बस बार में जुड़ा हुआ है सही है इसलिए जब भी आप निर्माता से कैपेसिटर ख़रीद रहे हैं मान लीजिए कि यह उदाहरण के लिए 5 मेगावाट है तो यह कहा जाता है कि यह वास्तव में उस पर निर्दिष्ट है 33 KV वोल्टेज स्तर ठीक इसका मतलब है कि वोल्टेज के स्तर में 33 KV है जो 5 मेगा VAR को इंजेक्ट करेगा आम तौर पर आप पाएंगे कि 33 KV बस बार वोल्टेज में 33 KV नहीं भी हो सकता है यह 32 31 या 30 KV का भी हो सकता है लेकिन कैपेसिटर कि प्रतिक्रियाशील बिजली इंजेक्शन वास्तव में वोल्टेज परिमाण के वर्ग के लिए आनुपातिक है यदि 5 मेगा VAR 33 KV देता है तो मान लें कि 33 के बजाय वोल्टेज 30 KV का मतलब है कि प्रतिक्रियाशील शक्ति इंजेक्शन के साथ 30332 5 मेगावाट होगा इसका मतलब है कि यह 5 मेगा VAR को इंजेक्ट नहीं करेगा बल्कि यह नेटवर्क में कम मेगावॉर को इंजेक्ट करेगा इस प्रकार इसीलिए जब वोल्टेज कम होता है तो शंट कैपेसिटर द्वारा निर्मित VARs भी कम होता है इस प्रकार जब वास्तव में उनकी प्रभावशीलता की सबसे अधिक जरूरत होती है वैसे भी सही होती है तो जिसे आप शंट कैपेसिटर कहते हैं अब शंट कैपेसिटर के साथ और बिना शंट कैपेसिटर का एक सरल सर्किट लें तो यह सर्किट है यह सरल सीरिज़ सर्किट है और यह R और X मूल्य है और यह सेंडिंग इंड और रिसीविंग इंड वोल्टेज है एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम VS VR लेते हैं तो इन चीजों को आप प्रति चरण में लेते हैं वोल्टेज VS VR प्रति चरण वोल्टेज लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज होता है ठीक तो यह R n R प्रतिरोध है और लाइन की लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस की आपकी प्रतिक्रिया और यदि आप इन वोल्टेज के फेजर डायग्राम खींचते हैं पहले के जैसे और यह आपका VR है और यह आपका IR परिमाण है सभी जगह हम परिमाण ले रहे हैंहम यहां यह नहीं कह रहे हैं कि यह IR ड्रॉप है यह IXL ड्रॉप है और यह I है यह डैश हरा लाइन IZ है और यह VS है यह आपका बिना कैपेसिटर का चित्र ए और चित्र सी है वास्तव में यह शंट कैपेसिटर के बिना चरण आरेख है अब चित्र बी में एक शंट कैपेसिटर रिसीविंग इंड की दाहिने तरफ जुड़ा हुआ है तो इस मामले में क्योंकि IC एक अग्रणी धारा है यह आपका वोल्टेज VR है यह वोल्टेज VR है इसलिए अग्रणी धारा I वास्तव में VR से 90 डिग्री आगे है तो यह अग्रणी धारा है अब यह धारा शुरू में कैपेसिटर के बिना I था तो यहाँ यह I है लेकिन यह अग्रणी धारा दाहिने तरफ है तो इसका मतलब है कि इस IC को ऊपर की ओर बनाया गया है और फिर यह परिणामी धारा है I1 है ठीक इसका मतलब है यह I1 है इसलिए शुरू में यह I था अब कैपेसिटर धारा के कारण I1है इसका मतलब है कि धारा वास्तव में कम हो रहा है तो यह कोण θ1 है यहाँ θ है यहां θ1 यहां δ और यह δ1 इसका मतलब है कि यह धारा अब कैपेसिटर के साथ I1 है तो यह I1R है ठीक यह I1XL है और यह I1Z है यह हरा लाइन है और यह वोल्टेज वह है जिसे आप VS कहते हैं ठीक तो वास्तव में कैपेसिटर क्या करता है या धारा को कम करता है पहले यह यहां I था लेकिन या अब यह I1 है तो इसकी परिमाण ने आपको कोण का भी आदान प्रदान किया इस मामले में यदि आप मेरा मतलब है अगर आप देखते हैं कि θ और δ यहाँ है यह δ1 θ1 है इसलिए बाद में हम इस बदलते δ1 या θ1 से δ और θ के कारण देखेंगे यह लोड के शक्ति कारक को भी ठीक करता है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संधारित्र वास्तव में इसे इंजेक्ट करता है जिसे आप प्रतिक्रियाशील शक्ति कहते हैं यदि आप इस आरेख को देखते हैं तो मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा उदाहरण के लिए यह आरेख अभी है यह है वह परिमाण है जो प्रतिक्रिया को 1𝜔C सही तो एक संधारित्र के रूप में एक निरंतर प्रति बाधा भार है क्योंकि XC 1𝜔C हम मानते हैं कि 𝜔 इस चीज के बराबर है जो हमारे पास है नहीं बदल रहा है क्योंकि f अगर हम मान लें कि 50 या 60 सिस्टम आमतौर पर एक प्रचलित अधिक या कम निरंतर हैं तो प्रतिक्रिया स्थिर रहती है अब सवाल यह है कि इस सरल सर्किट को सही तरीके से लें अब मैं केवल परिमाण लूँगा तो यह धारा परिमाण IC वास्तव में यह है VR XC है यह धारा परिमाण है इसलिए यहां मेरा IC परिमाण भी है जिसका अर्थ है IC 2 के बराबर XC हैअभी एक प्रतिक्रियाशील शक्ति QC वास्तव मे 2 ∗XC की बराबर है जो वास्तव में आपका VRXC2 ∗ XC अर्थात QC कि प्रतिक्रियाशील शक्ति 2 XC सी आती है इसका अर्थ है VR 2XC जो कि शंट कैपेसिटर से आपूर्ति की गई एक प्रतिक्रियाशील शक्ति है अब अगर हम मानते हैं कि VR उदाहरण के लिए स्थिर है तो एक XC भी आवृत्ति कम या ज्यादा निरंतर ओमेगा Xc 1 2𝜔C रहेगा तो आपका 𝜔C 2 है और जो 2πf गुना C के बराबर है यह वही आवृत्ति कम या ज्यादा निरंतर सही रहती है और यदि हम मान लें VR नाममात्र वोल्टेज के लिए है तो स्वाभाविक रूप से कैपेसिटर स्थिर प्रति बाधा प्रकार का भार है क्योंकि आवृत्ति बदल नहीं रही है ठीक है दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा है कि कैपेसिटरQC इंजेक्टर वोल्टेज वर्ग के आनुपातिक है अब हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं QC VR2XC आमतौर पर इस मामले में क्या होता है जब आप निर्माता द्वारा वास्तव में होते हैं नाममात्र की बात यह है कि QC नाममात्र मूल्य VR नाममात्र के बराबर है जिसका मूल्यांकन सही है तो V जो कि नाममात्र वर्ग बटा QC है यह वह है जिसे आप इसे कहते हैं लेकिन अगर अगर ऐसा नहीं है तो यह समीकरण 1 है और अगर यह QC किसी भी वोल्टेज के रूप में इंजेक्ट किया जाता है तो यह समीकरण 2 है तो यह वास्तव में QC नाममात्र है और यह वास्तव में QC हैं या किसी भी वोल्टेज V हैंजिसका अर्थ है यदि आप समीकरण 2 को समीकरण 1 द्वारा विभाजित करते हैं तो आपको QC नाममात्र मिलेगाजहाँ QC नाममात्र आप VR2XC गुणा XC को विभाजित करके प्राप्त करेंगे जहाँ विभाजित किया गया VR वर्ग XC समाप्त हो जायेगा ठीक है इसका मतलब है कि यहां मैं आपको लिख रहा हूं कि आप इस बात को जानते हैं कि यह एक वाक्यांश है का मतलब है की यहां QC QC nominal गुना VR के परिमाण विभाजित VR नॉमिनल के परिमाण का पूरा वर्ग है 2 इसका मतलब है कि अगर VR का परिमाण VR नाममात्र के परिमाण के बराबर है तो QC QC nominal हैंलेकिन अगर VR इससे कम है उदाहरण के लिए मान लीजिए QCQCnominal 5 MVAR कहते हैं VR का परिमाण VR33KV कहें ठीक है और VR नाममात्र का परिमाण 33 KV के बराबर कहते है तो इसका मतलब यह है कि QC बराबर 5 गुना आपके30332 है ठीक है इसका मतलब है कि आपके 100121 मेगा VAR गुना 5 सही है तो इसका मतलब है कि केवल रेटेड वोल्टेज जोकि 5 मेगा VAR है नेटवर्क में इंजेक्ट किया जाएगा यदि यह उससे कम है तो आपका वोल्टेज QC 5 100121होगा ठीक है तो मोटे तौर पर यह आपका लगभग 80 कहा जाएगा मेरे पास गणना करने के लिए कैलकुलेटर नहीं है इसका मतलब है कि 4 मेगा VAR से थोड़ा ज्यादा इंजेक्ट किया जाएगा ठीक है जब भी जरूरत होगी वास्तव में इस समय पर क्योंकि वोल्टेज कम है तो यह कम मेगा VAR इंजेक्ट करेगा है तो यह वह चीज है जिसका मतलब है कि QC कि संधारित्र चीज यह आपके आनुपातिक है जिसे आप वोल्टेज परिमाण वर्ग कहते हैं और दूसरी बात यह है कि संधारित्र वास्तव में एक निरंतर प्रति बाधा भार है तो यह आपकी आशा है कि ये बातें आपके लिए समझने योग्य हैं बाद में हम देखेंगे कि जब आप ट्रांसमिशन लाइन भी लेंगे उस समय हम कुछ समस्या लेंगे समय पर चीजें होंगी लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस VSVR को लेंगे तो आप सब कुछ यह प्रति चरण के आधार पर ही हल करेंगे सब कुछ प्रति चरण के आधार पर ही होना चाहिए ठीक है और यह पावर फैक्टर सुधार की इसके बाद श्रृंखला संधारित्र है श्रृंखला संधारित्र वास्तव में यह ट्रांसमिशन लाइन के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है और यह इस प्रकार जुड़ा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस के द्वारा कंपनसेटेड किया जा सके लेकिन वे चीजें इस पाठ्यक्रम में चर्चा करने योग्य नहीं हैं लेकिन हमें श्रृंखला संधारित्र के लिए एक और समस्या देखेंगे लेकिन हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे तो श्रृंखला संधारित्र का एक बड़ा दोष यह है कि उच्च वोल्टेज का उत्पादन सही होता है जब इसके माध्यम से एक शॉट सर्किट करेंट प्रवाहित होता है और विशेष सुरक्षात्मक उपकरणों को शामिल करने की आवश्यकता होती है जैसे स्पार्क गैप और नॉन लीनियर प्रतिरोध ये दोनों भी यहां नहीं चर्चा की जाएगी अगर अंत में कुछ समय बचेगा तो मैं कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे इसलिए श्रृंखला कैपेसिटर की जरूरत है जब भी आप श्रृंखला कैपेसिटर को एक पंक्ति में जोड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ चाहिए जिसे आप सुरक्षा अधिकार कहते हैं हमें बहुत सावधान रहना होगा तो अब हम एक साधारण श्रृंखला संधारित्र लेंगे जिसे आप एक सरल श्रृंखला संधारित्र डायग्राम कह सकते हैठीक है आपके पास ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग इड वोल्टेज है क्या रिसीविंग एंड वोल्टेज है यह R और XL ट्रांसमिशन लाइन है एक श्रृंखला संधारित्र सीरिज़ में जोड़ा गया है जैसा कि आप ऊपर के चित्र में देख सकते ठीक है तोपता करें कि क्या कारण है आम तौर पर श्रृंखला संधारित्र वोल्टेज नियामक के अनुरूप होते हैं तो आप इसे सही क्यों पाते हैं तो श्रृंखला संधारित्र यह चीज श्रृंखला में है जिसे आप लाइन में कहते हैं ताकि इसका मतलब है प्रति बाधा Z1 वास्तव में जब संधारित्र Z R jX नहीं था ठीक यह R j होगा और यह चीज है तो क्या होगा कि XC के कारण यह XL XC स्वाभाविक रूप से वोल्टेज ड्रॉप को कम कर देगा तो हम कहेंगे कि प्राप्त करने वाला वोल्टेज बेहतर होगा यह एक सुधार वोल्टेज होगा अब यदि आप अलग अलग आरेख खींचते हैं तो हमारे पास 4 आरेख होंगे दो फेजर चित्र दो परिपथ आरेख जिनमें से केवल हमने यहां एक बनाया है तो यह I I के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा है इसलिए यह वह कोण है जो मैं कोण 𝜃 कहता हूं और यह प्राप्त करने वाला अंत वोल्टेज VR है और बार बार मैं IR को नहीं बता रहा हूं कि यह परिमाण मान हैयह आपके लिए समझने योग्य है ठीक है यह हिस्सा θ है यह θ है यह हिस्सा IR है क्योंकि यह यहाँ है तो यह IR ड्रॉप इस काले के साथ 90 डिग्री तक गिरता है यह वास्तव में IXL है ठीक मैं फिर से परिमाण नहीं डाल रहा हूं लेकिन यह आपके लिए समझने योग्य है ऐसा हम मान के चल रहे हैं ठीक है अब यह IXL है यह XC भी वहां है क्योंकि यह घटाव IXC होगा यही कारण है कि यह लाल एक तीर नीचे है क्योंकि घटाव हैठीक है तो यह I गुना XC है तो परिणामी वास्तव में I जो कि यह हिस्सा है I और इसे ही आप Z1 गुना I कहते हैं यह डैश लाइन यहाँ नहीं लिखी गई है तो यह सेंडिंग इंड वोल्टेज है और यहVR गुना IR है तो यह परिणामी चरणबद्ध आरेख है तो यह हिस्सा IRcos∅ है और यह पक्ष I sin∅ है स्वचालित रूप से आप यह पता लगा सकते हैं कि इस चीज़ पर VS VR के क्या संबंध हैं लेकिन चरणबद्ध रूप से इस चरण चित्र को सही दिखाया गया है तो अब श्रृंखला तो यह समझ में आ रहा है यह एक साधारण बात है बहुत ही सरल बात है तो केवल एक चीज यह है कि आपको यह देखना है कि यह IXL है यह IXC है क्योंकि यदि आप I से गुणा करते हैं तो यह IXC है तो स्वाभाविक रूप से यह बहुत कम हो जाएगा तो यह परिणामी है यदि श्रृंखला संधारित्र नहीं है तो VSt हम यहां केवल शीर्ष पर जाएंगे न केवल यहां दिखाया गया है बल्कि यहां केवल है ठीक तोआगे हम श्रृंखला और शंट कैपेसिटर का उपयोग करने के गुण और अवगुण के बारे में देखेंगे इसलिए शंट और सिरीज़ कैपेसिटर के बीच की सापेक्ष खूबियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा इसलिए यदि लोड VAR की आवश्यकता है तो छोटे श्रृंखला कैपेसिटर कम उपयोग के हैं क्योंकि वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लोड VAR की आवश्यकता अब बहुत कम है अगर वोल्टेज ड्रॉप सीमित कारक श्रृंखला संधारित्र बहुत प्रभावी है क्योंकि यह वास्तव में वोल्टेज ड्रॉप XL- XC को कम करता है तो श्रृंखला संधारित्र वास्तव में वोल्टेज मैं सुधार करता है श्रृंखला संधारित्र के साथ लाइन धारा में कमी कम होती है ठीक है है इसलिए जब आप श्रृंखला संधारित्र को इकट्ठा करते हैं तो XL XC लेकिन अंततः यह R j होता है बस आपको श्रृंखला संधारित्र को जोड़ने पर आपको कई अन्य डिज़ाइन समस्याओं पर विचार करना होगा मतलब है कि डिजाइन मापदंडों की एक मापदंड प्रति ध्वनि है तो XL XC का घटक हम 0 नहीं बना सकते हैं ठीक है तो XL XC घटक कम होगा लेकिन उस स्थिति में R वहां R j होगा याद है इसलिए लाइन धारा में कमी छोटी है हालांकि धारा कम होगा इसलिए छोटा है इसलिए यदि थर्मल विचार सीमा वर्तमान थोड़ा लाभ प्राप्त करती है और शंट कंपनसेशन का सही उपयोग किया जाना चाहिए थर्मल विचार का मतलब है कि प्रत्येक ट्रांसमिशन कंडक्टर के पास अधिकतम है जो आप अधिकतम वर्तमान वहन क्षमता को सही कहते हैं इसलिए अलग अलग कंडक्टर अलग अलग रेटिंग की ओर इशारा करते हैं जिसे वे थर्मल लिमिट कहते हैं अब शंट कैपेसिटर लोड के शक्ति कारक में सुधार करते हैं यह सच है जबकि श्रृंखला संधारित्र का शक्ति कारक पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है मैंने आपको बताया कि शंट कैपेसिटर का उनका प्राथमिक उद्देश्य नुकसान को कम करना और वोल्टेज परिमाण में सुधार करना है जबकि श्रृंखला संधारित्र का पावर फैक्टर पर बहुत कम प्रभाव डालता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए जहां कुल प्रतिक्रिया उच्च श्रृंखला कैपेसिटर है स्थिरता में सुधार के लिए प्रभावी है एक ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए यदि एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन श्रृंखला कैपेसिटर के लिए बहुत प्रभावी होगा और यह उच्च स्तर के पाठ्यक्रम के अधिकार के लिए स्थिरता विस्तार के अध्ययन में सुधार करता है लेकिन इस कोर्स के लिए वे सामान्य विचार हैं जो आपके पास श्रृंखला और शंट कैपेसिटर के बीच हैं इसलिए यदि आपके पास कोई प्रश्न या कुछ भी है जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप एक मेल के रूप में भेज सकते हैं लेकिन कई अन्य चीजें श्रृंखला और शंट कैपेसिटर पर हैं लेकिन यह है कि इसमें लंबा समय लगेगा मुझे लगेगा लंबे समय का मतलब है और यह इस कोर्स के लिए उस दायरे से परे है तो इस पर निर्भर करता है कि प्रति इकाई आपके सह जिसे आप पावर सिस्टम घटक प्रति यूनिट सिस्टम कहते हैं और बूस्टर ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मर को विनियमित करने और श्रृंखला कैपेसिटर को अलग करने वाले कैपेसिटर को हम सही चर्चा करते हैं आगे हम विशेषता या ट्रांसमिशन लाइन पर जाएंगे जो शॉर्ट लाइन मीडियम लाइन और लॉन्ग लाइन के लिए ट्रांसमिशन लाइन का काम देखेंगे ठीक है उसके बाद हम अन्य चीजों पर वोल्टेज तरंगों को देखेंगे तो चलिए इस छोटी लाइन की चीज़ के बाद कृपया थोड़ी देर के लिए रुकिए तो इसके लिए विशेषताओं और ट्रांसमिशन लाइन है तो यह आपके लिए एक और नया विषय है इसलिए पिछले मामलों में हमने जो भी चरणबद्ध आरेख बनाए हैं वे भी यहाँ आएँगे और वे समीकरण जो हम देखे हैं वह भी आएँगे इसलिए आम तौर पर ट्रांसमिशन लाइन के लिए कि यह ट्रांसमिशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो पोर्ट नेटवर्क के द्वारा दिखाते हैं जैसा कि आप जानते हैं जहां अध्ययन में सेंडिंग इड वोल्टेज VS और रिसीविंग इड वोल्टेज VRधारा IS और IR A B C D मापदंडों के माध्यम से ठीक तो आम तौर पर यह आम तौर पर होता है आप जानते हैं कि यह VS को हम AVR B IR लिख सकते हैं मूल रूप से यह इकाइयाँ वोल्ट होनी चाहिए तो मैं यहाँ वोल्ट और IS C VR D IR के बारे में लिख रहा हूँ यह एम्पीयर है तो यह एक नया विषय है तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 हैठीक है तो या मैट्रिक्स रूप में हम VS IS लिख सकते हैं यह पक्ष A B C D के बराबर है VR IR यह समीकरण 3 है तो A B C D पैरामीटर हैं जो उस ट्रांसमिशन लाइन निरंतर पर निर्भर करते हैं अपने R लिखें फिर आपके L C और G हमारे अध्ययन मैं हम कंडक्टेंस को उपेक्षा की करके चलेंगे इसलिए मूल रूप सेA B C D पैरामीटर वे सभी जटिल संख्या हैं और इसमें से यह समीकरण आप इस सभी मापदंडों की इकाई सही इकाई बना सकते हैं उदाहरण के लिए A और D आयाम रहित दाएं B ओम है और C सीमेंस या Mho दायां है मैं मैं इसको संख्यात्मक के माध्यम से प्रयोग करुंगा ठीक है तो इस तरह की प्रणाली के लिए एक और पहचान है कि AD BC 1 होता है तो प्रति यूनिट कुल श्रृंखला प्रति बाधा और श्रृंखला प्रति बाधा के बीच भ्रम से बचने के लिए लंबाई हम निश्चित संकेतन का पालन करेंगे तो संकेतन का अर्थ है कि कौन इसका अनुसरण करेगा इस तरह के नोटेशन जो शुरू से ही सही हैं मुझे सबकुछ साफ करना चाहिए वहां जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए उदाहरण के लिए z γ jωLΩ प्रति मीटर ठीक है तो यह वास्तव में सीरिज़ प्रति बाधा प्रति इकाई लंबाई है हम γ jωL लिख रहे हैं तो इसी तरह से शंट एडमिटेंस हम लिखेंगे G प्लस jωc के बराबर यह प्रति मीटर सीमेंस है मैं mho प्रति मीटर उपयोग करूँगा यह शंट एडमिटेंस प्रति यूनिट लंबाई है जब छोटे z छोटे y यह मूल रूप पैरामीटर वास्तव में प्रति मीटर लंबाई प्रति मीटर कहते हैं और कैपिटल Z छोटे z l के बराबर है जो ओम में कुल श्रृंखला प्रति बाधा है इसी तरह Y यह कुल शंट एडमिटेंस है जो कि छोटा y गुना c है जिसे सीमेंस में उपयोग करते हैं लेकिन कुछ और किताबों में मोह का भी उपयोग करते है ठीक है तो कुल शंट एडमिटेंस और l लाइन की लंबाई मीटर में है तो इस संकेतन का उपयोग हम इस पूरे व्याख्यान मे करेंगे इसलिए भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए तो यहां हम G को नज़रअंदाज़ करेंगे क्योंकि हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की है इसलिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे आगे हम पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पर आएँगे इसलिए हम जो कहेंगे वह यह है कि अगर ओवरहेड लाइन 80 किलो मीटर से कम लंबी हैं तो आपकी शंट कैपेसिटेंस को बहुत अधिक त्रुटि के बिना नज़रअंदाज़ किया जा सकता है तो यह 80 KM किलोमीटर लंबा या 60 KM किलो मीटर लंबा ये कुछ आपकी शब्दावली हैं जो हम 60 80 का उपयोग करते हैं वास्तव में यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उस वोल्टेज स्तर को क्या कहते हैं तो या अगर वोल्टेज हमारे देश में आपके ऊपर नहीं है तो यह 66 KV स्तर है 33 66 132 220 और इसके ठीक ऊपर है उस स्थिति में हम शंट कैपेसिटेंस कैपेसिटी की अनदेखी कर सकते हैं लेकिन भूमिगत केबल के लिए आप नहीं कर सकते है आपको चार्जिंग कैपेसिटेंस या शंट एडमिटेंस पर विचार करना होगा इसलिए हम मान लेंगे कि लाइन 80 किलोमीटर से कम लंबी है या यदि वोल्टेज 66 से अधिक नहीं है तो अंततः यह 80 या 60 नहीं है आपको यह देखना होगा कि एडमिटेंस चार्ज करने वाली लंबाई आपके ट्रांसमिशन लाइन के प्रदर्शन विकास को प्रभावित नहीं कर रही है यह सही बात है इसलिए मैंने लिखा है कि यह 66 KV से अधिक नहीं है प्रति चरण के आधार पर एक शॉर्ट लाइन मॉडल है यही कारण है कि मैंने यहां लिखा है प्रति चरण के आधार पर हम जो कुछ भी करेंगे वह आंकड़ा 1 में दिखाया गया है यह आरेख हमने पहले भी दिखाया है लेकिन उस समय पर लोड नहीं दिखाया गया था तो यह एक छोटी ट्रांसमिशन लाइन है तो क्योंकि यहां कोई शंट कनेक्शन नहीं है समानांतर कनेक्शन भी कुछ नहीं है इसलिए यहां IS IR होगा तोयहां सेंडिंग एंड धारा रिसीविंग एंड धारा के बराबर है R j X प्रति बाधा है और यह रिसीविंग एंड लोड जुड़ा हुआ है और वोल्टेज लोड की तरफ VR है इसलिए यह एक शॉर्ट लाइन मॉडल है अब अगर आप इस समीकरण को लिखते हैं तो VS VR Z IR और IS IR है यह मेरा मतलब है कि अगर आप KVL लागू करते हैं तो आप यहां KVL लागू करते हैं तो हम इस समीकरण से जानेंगे कि VS बराबर VR पलस IR गुना Z पाएंगे तो यह समीकरण हमें मिलेगा तो यह VS IS VR प्लस Z के बराबर है हालांकि IR और IS दोनों यहां समान हैं यह बात सही है एक और चीज IS IR है तो यह समीकरण IS IR 0 VR 1 IR सही है तो यह सेंडिंग एंड और यह रिसीविंग एंड है और यह A B C D पैरामीटर यह A 1 है इस मामले में B पाठ्यक्रम के बराबर है यहां इस के लिए एक वास्तविक मात्रा है Z पाठ्यक्रम का जटिल है 0 और डी 1 है तो AD BC 1 है क्योंकि 1 1 0 Z तो वह पहचान रखती है और यह समीकरण 4 है ठीक है छोटी लाइन के लिए चरण चित्र मैं आपको इस आकृति में दिखाऊंगा तो आपने भी इसे देखा है तो यह वास्तव में वोल्टेज VR है VR को एक संदर्भ के रूप में लिया गया हैठीक है मैं क्या करूँगा मैं आपको एक और बात दूँगा कि VR को एक संदर्भ के रूप में लेने के बजाय यह आपका काम है कि आप ऐसा करेंगे की आप I को एक संदर्भ के रूप में लेंगे और इस पूरे चरण चित्र को प्रदर्शित करेंगे यह आपका अभ्यास है ठीक है अब इस पर आते हैं तो यह एक संदर्भ के रूप में VR है तो यह VR है मैंने यहां पर परिमाण लिया है यह IX है और यह वोल्टेज VS है तो इस I और VR के बीच के कोण δR है यह कोण हरा रंग यह δR है ठीक है और VS और I के बीच का कोण δS है ठीक है तो यह रंग VR और VS के बीच का कोण δS है यह δS δR है तो यह VS और VR के बीच का कोण है ठीक और अब यहाँ EA EA I R cosδR है क्योंकि यह δR है यह भी δR हैठीक है और AB CD AB CD IX sinδR है यह CD AB IX sinδR है और आपका EA R cosδR है यह हमने पहले भी देखा है उस पिछली चीज़ में हमने दिखाया है तो यह चरणबद्ध आरेख है और परिमाण I सेंडिंग एंड परिमाण और रिसीविंग एंड परिमाण के बराबर है ठीक है अबइससे हम केवल परिमाण VS cosδS − δR इस पर प्रक्षेपण आपके IRCos के बराबर है ये परिमाण समझने योग्य हैं इसलिए हर बार मैं बोल नहीं रहा हूं परिमाण परिमाण के रूप में मैं IR कहूँगा समझने योग्य है ठीक R cos δR IX sinδR VR यह समीकरण 5 सही है अब δS − δR बहुत छोटा हैVS और VR के बीच का कोण बहुत छोटा है वास्तव में हम cos δS का ऋण ले सकते हैं वे लगभग 1 हैं जो δS δR लगभग 0 है इसलिए को साइन 01 होगा तो यहाँ आप एक डालेंगे तो हमें परिमाण मिलेगा VS परिमाण के बराबर VR R cos δR IX sinδR ठीक है R cos δR X sin δR तो समीकरण यह समीकरण 6 है समीकरण 6 लोड की सामान्य सीमा के लिए काफी सटीक है जिसका अर्थ है क्योंकि यह एक सन्निकटन δS − δR एक सन्निकटन है ठीक इसलिए यदि अंतर से अधिक है तो हम इस अनुमान को सही नहीं बना सकते हैं लेकिन नाममात्र लोड के लिए यह समीकरण कमोबेश सही है इसलिए एक बात मैं आप को कह रहा हूं कि एक और अभ्यास आप प्रयास करें I को संदर्भ के रूप में ले और इस संपूर्ण चरण चित्र को फिर से खींचे और देखें कि यह कैसा आ रहा है बजाय इसके कि आप इसे आसानी से समझ सकें लेकिन मैंने इसे आपके लिए नहीं बनाया है आपको इसे करना चाहिए